हम चर्चा करेंगे अब क्योंकि कई अभियांत्रिकी सिस्टम हम देखते हैं में कई इनपुट और कई आउटपुट होते हैं इसलिए स्टेट वेरिएबल विधि इस प्रकार के जटिल सिस्टम जिनमें कई इनपुट और आउटपुट होते हैं के विश्लेषण और उन्हें समझने में बहुत महत्वपूर्ण साधन है इसलिए स्टेट वेरिएबल मॉडल जो हमने अभी चर्चा की है एकल इनपुट एकल आउटपुट मॉडल जो हम ट्रांसफर फंक्शन के केस में सामान्यता देखते हैं से ज्यादा सामान्य है तो स्टेट वेरिएबल मॉडल में हम क्या करते हैं हम वेरिएबल के एक संग्रह को निर्दिष्ट करते हैं जो सिस्टम के आंतरिक व्यवहार का वर्णन करते हैं और इन वेरिएबल को सिस्टम के स्टेट वेरिएबल के रूप में जाना जाता है ये वे वेरिएबल हैं जो सिस्टम के वर्तमान व्यवहार को निर्धारित करते हैं जब सिस्टम की वर्तमान स्थिति और इनपुट सिग्नल हमें ज्ञात होते हैं तो इसका मतलब है स्टेट वेरिएबल जो आप प्राप्त करते हैं आपको सिस्टम का भविष्य व्यवहार देगा इलेक्ट्रिकल सर्किट के संदर्भ में स्टेट वेरिएबल हम सामान्यतः प्रेरक धारा और संधारित्र वोल्टेज को मानते हैं क्योंकि वे एक साथ सिस्टम की ऊर्जा को परिभाषित करते हैं अब चलिए देखते हैं हम इसे कैसे लागू करेंगे

हम पहले प्रेरक धारा i और संधारित्र वोल्टेज v को स्टेट वेरिएबल के रूप में चुनेंगे जब हम इन्हें स्टेट वेरिएबल की तरह देखते हैं पहले हम क्या ज्ञात कर सकते हैं हम ज्ञात कर सकते हैं यह समीकरण है जिन पर हमने अपने पिछले व्याख्यानो में पहले ही चर्चा की है अब हम नोड 1 पर KCL लगाते हैं तो जब आप नोड 1 पर KCL लगाते हैं आप क्या लिख सकते हैं

अब अगला हम बाहरी लोग में KVL लगाएंगे अब उपर्युक्त समीकरणों से हम स्टेट समीकरण प्राप्त करते हैं अब यह हम आउटपुट के रूप में लेते हैं तब यदि आप इन समीकरणों को संकलित करते हैं हमें निम्नलिखित स्टेट समीकरण प्राप्त होते हैं अब आपके पास A है आपके पास B है और आपके पास C है निश्चित ही D 0 है तो हम क्या करेंगे

और सर्किट में दो इनपुट है और हमारे पास दो आउटपुट है हमें और का मान ज्ञात करना है 2 ओम प्रतिरोध के सापेक्ष वोल्टेज है और 3 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा है इस स्थिति में और को इनपुट माना गया है और और आउटपुट है जैसा हमने पिछले स्थिति में किया था इस स्थिति में भी हम प्रेरक धारा और संधारित्र वोल्टेज को स्टेट वेरिएबल के रूप में चुनेंगे तो पहले हम क्या करेंगे हम बाएं हाथ की ओर लूप में KVL लगाएंगे तो यह बाएं हाथ की ओर लूप है यदि आप KVL लगाते हैं आप क्या लिख सकते हैं

अब यदि आप पुन व्यवस्थित करें आप लिख सकते हैं हमें को हटाना होगा प्रतिरोध प्रतिरोध और संधारित्र सम्मिलित रूप में KVL लगा रहे हैं यदि आप इसमें KVL लगाते हैं आपको क्या प्राप्त होता

लेकिन नोड 1 पर KCL देता है उपर्युक्त 2 समीकरणों से अब समीकरण में का मान रखने पर तो यह है अब आपको एक समीकरण मिला अब दूसरा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं हम नोड 2 पर KCL लगाते हैं यदि आप नोड 2 पर KCL लगाते हैं आपको क्या प्राप्त होता है अब हटाने के लिए हम क्या करेंगे